ऑटोडॉक पर प्रदर्शन ऑटोडॉक का उपयोग मुख्य रूप से प्रोटीन और लिगंड के बीच इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है और इस प्रदर्शन में हम दो पहलुओं को शामिल करेंगे एक रिजिड डॉकिंग है और दूसरा स्ट्रक्चर बेस्ड वेब डिज़ाइन में वर्चुअल स्क्रीनिंग है

रिजिड डॉकिंग में पहले आप ऑटोडॉक को स्थापित करते हैं आप ऑटोडॉक वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप ऑटोडॉक को स्थापित करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं और यहां हमें प्रोटीन के साथ साथ लिगंड की भी आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए हम प्रोटीन ए बी ल काइनेज और लिगैंड इमातिनब का उपयोग करते हैं हम प्रोटीन डेटा बैंक आई डी 1IEP और जिंक डेटाबेस या पबकेम जैसे किसी भी छोटे डेटाबेस से लिगंड जानकारी और इतने पर से ए बी ल काइनेज की PDB संरचना प्राप्त करेंगे इसलिए फिर हम इस लिगंड के लिए अलग अलग झुकाव प्राप्त करते हैं और आप प्रोटीन ए बी ल काइनेज और लिगंड के बीच इंटरेक्शन एनर्जी के साथ साथ क्लस्टरिंग हिस्टोग्राम का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा काम्प्लेक्स पाने की कोशिश करते हैं Iस्क्रीनिंग के मामले में क्योंकि कई लिगंड हैं इसलिए हमें यह पहचानने की जरूरत है कि कौन सा लिगंड इस विशेष लक्ष्य के साथ इंटरैक्ट करने के लिए सबसे अच्छा है यहां लक्ष्य ए बी ल काइनेज है तो हमारे पास कई लिगंडस हैं आप इन सभी लिगंडस को जिंक डेटाबेस जिंक डेटाबेस से प्राप्त कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन इन सभी लिगंडस को टारगेट के साथ है जो ए बी ल काइनेज प्रोटीन है तो मुझे इंटरेक्शन्स के आधार पर सबसे अच्छा लिगंड मिल रहा है और फिर हम सभी इंटरैक्शन को सारणीबद्ध करते हैं और इंटरैक्शन के आधार पर आप सबसे अच्छी पहचान कर सकते हैं जो कि इन ए बी ल काइनेज के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करता है वर्कफ़्लो में पहले लिगंडस की तैयारी और प्रोटीन तैयार करना शामिल है मैं इसी तरह के विवरणों पर चर्चा करता हूं और हम बातचीत के लिए ग्रिड सेट करते हैं और अंत में हम डॉकिंग का परिचय देते हैं और आपको स्कोर मिलता है प्रोटीन के साथ साथ लिगंड के बीच अब हम काम्प्लेक्स प्रक्रिया के साथ साथ स्कोर प्राप्त करने के तरीके के बारे में विस्तृत प्रक्रिया को देखते हैं और सिंक डेटाबेस से प्राप्त अलग अलग लिगंडस के बीच सर्वश्रेष्ठ लिगंड की पहचान कैसे करें इस सत्र में हम देखेंगे कि प्रोटीन संरचना को प्राप्त करने के लिए हम ऑटोडॉक का उपयोग करके डॉकिंग कैसे करते हैं यहां हम पीडीबी डेटाबेस का उपयोग करने जा रहे हैं हमारा प्रोटीन है ए बी ल काइनेज तो PDB डेटाबेस पर जाएं और फिर PDB आई डी 1IEP दें और पीडीबी प्रारूप डाउनलोड करें इसलिए यदि आप प्राइमल इंस्टॉल करते हैं तो 1IEP संरचना पर क्लिक करें तो इस विशेष प्रोटीन संरचना में दो अलग अलग श्रृंखलाएं हैं ऐ और बी श्रृंखलाएं जैसा कि आप यहां देखते हैं हमारे डॉकिंग प्रयोग में हम डॉकिंग उद्देश्य के लिए श्रृंखला में से किसी एक पर विचार करने जा रहे हैं अतः इसमें हमें अणु का चयन करना होगा इसलिए किसी एक श्रृंखला का चयन करें तो वह सेले जैसा होगा इसलिए उन्हें एक अलग ऑब्जेक्ट कॉपी के रूप में सहेजें कॉपी करे ऑब्जेक्ट के लिए तो यह ओब्ज 02 होगा अब आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं अणु ओब्ज 02 को सेव करें तो अब आप उन्हें एक पीडीबी प्रारूप में kinase सेव कर सकते हैं

तो एक बार जब आप प्रोटीन को पुनः प्राप्त करते हैं तो आपको लिगंड को फिर से प्राप्त करना होता है फिर जिंक डेटाबेस पर जाएं सर्च में सर्च ऑप्शन पर जाएं और फिर टेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर इमैटिनिब दें और फिर एंटर पर क्लिक करें

फिर आपको यह मिलेगा आप इस पेज पर नेविगेट करेंगे जिसमें इमैटिनिब की संरचना शामिल है और फिर इस लिगंड के विभिन्न गुणों को हमें इस संरचना को मोल 2 के प्रारूप में डाउनलोड करना होगा इसलिए क्लिक करें mol 2 तो एक बार आपने संरचना डाउनलोड की प्रोटीन और लिगंड संरचना डॉकिंग के लिए तैयार है तो आपको ऑटोडॉक गाई पर क्लिक करना होगा सबसे पहले हमें लिगंड तैयार करना होगा तो इनपुट के लिए लिगंड पर क्लिक करें जो भी हमने इमैटिनिब संरचना को डाउनलोड किया है उसे आप यहाँ पर इनपुट करें तो यह आईडी जिंक 19638618 है यह मोल 2 प्रारूप में है बस इसे खोलें

तो यह आपको इस लिगंड के बारे में जानकारी दे रहा है जिसमें 29 गैर ध्रुवीय हाइड्रोजन परमाणु और 21 एरोमेटिक कार्बन और 8 रोटेटेबल बॉन्ड्स शामिल हैं तो क्लिक करें तो यह आपकी रुचि की संरचना है अब लिगंड टॉर्जियन ट्री पर जाएं जड़ को काट लें यह आपके लिगंड में घूमने योग्य बंधों की पहचान करने में आपकी मदद करता है तो लिगंड में फिर से जाना टॉर्जियन ट्री टॉर्जियन का चयन करें तो इसमें हम यह पहचान सकते हैं कि दिए गए लिगंड में ऑटो में कितने बॉन्ड्स घूमने योग्य हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि 7 बॉन्ड 32 बॉन्ड में से रोटेटेबल हैं तो दिए गए लिगैंड में एक एमाइड बॉन्ड है अब हम उन्हें रोटेट करने की अनुमति दे रहे हैं इसलिए बॉन्ड को रोटेटेबल बनाएं और क्लिक करें पीडीबीक्यूटी के रूप में लिगैंड आउटपुट सेव पर जाएं तो हमें डॉकिंग उद्देश्य के लिए पीडीबीक्यूटी प्रारूप में लिगंड और प्रोटीन को बचाना होगा तो क्यू का अर्थ चार्ज है टी परमाणु प्रकार है जो ऑटोडॉक द्वारा निर्दिष्ट है तो PDBQT के रूप में सेव के लिए तो मैंने ligand सेव किया है अब हमें प्रोटीन तैयार करना है फाइल को पढ़ने के लिए अणु पर जाएं इसलिए आपने केवल 1IEB में से किसी एक श्रृंखला को लिया है तो उस श्रृंखला को खोलें ए बी ल काइनेज PDB तो यह ए बी ल काइनेज की 3 डी संरचना है इस ऑटोडॉक में हम विभिन्न या डिस्प्ले विकल्प देख सकते हैं L का अर्थ है लाइन B का मतलब बॉल और स्टिक C का तार और R का मतलब रिबन के लिए है इसलिए मैं रिबन के लिए विकल्प प्रपत्र लाइनों को बदलने जा रहा हूं तो यह ए बी ल काइनेज की 3 डी संरचना है इसलिए जैसा कि हम सभी जानते हैं किनसे के दो डोमेन्स हैं यह काइनेज डोमेन है तो हमें पहले प्रोटीन तैयार करना होगा एडिट करना होगा और हाइड्रोजन्स पर क्लिक करके जोड़ना होगा केवल ध्रुवीय हयड्रोजन्स क्यू ओके AD4 एटम प्रकार असाइन करने वाले परमाणुओं को संपादित करने के लिए जाएं उन चार्जों को संपादित करें जिनसे आपको चार्ज लेने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है एक है कोलमैन चार्ज और एक है गस्टिगर चार्ज इसलिए मैं यहां कोल्मन चार्ज दे रहा हूं तो क्वाल्मन चार्ज की गणना क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर की जाएगी इसलिए एक बार जब आप चार्जेज जोड़ लेते हैं तो पीडीबीक्यूटी को सेव करें उपयोगकर्ता ने किसी भी नाम को परिभाषित किया अपनी कार्यशील निर्देशिका में सहेजें अब हमने लिगंड पर प्रोटीन तैयार किया है अगला कदम आपको ऑटोडॉक के लिए ग्रिड सेट करना होगा तो ग्रिड विकल्प पर जाएं मैक्रोमोलेक्यूल खोले पर क्लिक करें तो इस काइनेज PDBQT को खोलें जिसे आपने वर्तमान में तैयार किया है चार्ज को संरक्षित करना चाहते हैं तो यह संरचना है तब आपको लिगंड को ग्रिड बॉक्स पर जाना होगा इसलिए यहां हम ऑटोडॉक के लिए ग्रिड स्थापित करने जा रहे हैं जहां आप लिगंड को इस विशिष्ठ स्पेस में कन्फर्मेशन सर्च करने की अनुमति दे रहे हैं तो यदि आप बॉन्डिंग साइट को जानते हैं तो आप बॉन्डिंग साइट क्षेत्र निर्दिष्ट कर सकते हैं यदि आपको बॉन्डिंग साइट की जानकारी नहीं है तो आप पूरे प्रोटीन को ग्रिड में सेट कर सकते हैं तो कि यह एक ब्लाइंड डॉकिंग करेगा तो इस मामले में मुझे पता है किनसे प्रोटीन में हम बॉन्डिंग साइट साइट को जानते हैं इसलिए मैं निर्दिष्ट क्षेत्र में ग्रिड बॉक्स देने जा रहा हूं इसलिए मैक्रोमोलेक्यूल पर केंद्र पर जाएं फिर ग्रिड बॉक्स को ऐसे समायोजित करें कि यह केवल इस हिस्से को कवर करेगा तो आप XYZ आयाम बढ़ा सकते हैं ताकि यह इस स्थान को कवर करे फाइल ऑप्शन पर जाए क्लोज सेविंग करंट ग्रिड आउटपुट पर जाए सेव एस करे जीपीएफ फाइल फॉर्मेट मैं यह ग्रिड पैरामीटर फ़ाइल है जिसे आपको जीपीएफ एक्सटेंशन के साथ सेव करना है फिर आपको ऑटोग्रिड रन ऑटोग्रिड को चलाना होगा जो निष्पादन योग्य अनिर्दिष्ट करें अपने ग्रिड पैरामीटर फ़ाइल को निर्दिष्ट करें और फिर लॉन्च पर क्लिक करें गणना समाप्त करने में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा आमतौर पर यह ग्रिड आपको परमाणु प्रकारों के बीच इंटरेक्शन की पहचान करने में मदद करता है इसलिए एक बार जब आप ग्रिड को पूरा कर लेंगे तो हम डॉकिंग करने के तरीके पर आगे बढ़ेंगे इसलिए पहले से ही मेरे पास ग्रिड के लिए आउटपुट फाइल है इसलिए ग्रिड के बाद यह ग्रिड के लिए GLG फ़ाइल बनाएगा तो यह GLG फ़ाइल विभिन्न मानचित्र प्रकार विभिन्न परमाणु प्रकारों के साथ साथ इसके इंटरैक्शन के बारे में जानकारी होगी तो यह परमाणुओं के आधार पर अलग अलग मानचित्र प्रकारों का निर्माण करेगा जो आप यहाँ काइनेज dot AC de HD मानचित्र देख सकते हैं तो ये कुछ मानचित्र फ़ाइल के कुछ भी नहीं हैं लेकिन ये दिए गए निर्दिष्ट ग्रिड में विभिन्न परमाणु प्रकारों की पारस्परिक क्रिया मानचित्रण हैं तो एक बार जब आप इसे समाप्त करते हैं तो मैक्रोमोलेक्यूल सेट रिजिड नाम डॉकिंग पर जाएं क्योंकि इस मामले में हम प्रोटीन को एक रिजिड कण के रूप में रखने जा रहे हैं और फिर हम लिगंड को इस निर्दिष्ट ग्रिड बॉक्स में घूमने की अनुमति दे रहे हैं तो इस PDBQT फ़ाइल को खोलें मैक्रोमोलेक्यूल कुछ और नहीं बल्कि आपका प्रोटीन है तो लिगंड खुला तो यह आपसे विकल्प पूछेगा कि कितने बॉन्ड रोटेटेबल हैं तो यहाँ डिग्री ऑफ़ फ्रीडम लिगंड में सक्रिय टोरशंस है 8 इसलिए इसे स्वीकार करें फिर से डॉकिंग पर जाएं यहाँ मैं दिए गए ग्रिड में लिगंड के लिए कन्फर्मेशन खोज करने के लिए आनुवंशिक एल्गोरिथ्म का उपयोग करने जा रहा हूं इसलिए यहां मैं यह उल्लेख करने जा रहा हूं कि आप कितने कन्फर्मेशन्स चाहते हैं कि आप जीए रनों की इस विकल्प संख्या को बदल सकते हैं इसलिए यहां मुझे बीस अलग अलग अभिविन्यास की आवश्यकता है इसलिए मैं 20 को निर्दिष्ट करने जा रहा हूं और इसे स्वीकार करता हूं फिर से अन्य आउटपुट पर चलने के लिए जाएं लैमार्कियन जीए आपको इस फाइल को एक dpf फाइल फॉर्मेट में सेव करना होगा dpf कुछ भी नहीं था लेकिन डॉकिंग पैरामीटर फाइल थी तो आप dpf एक्सटेंशन के साथ किसी भी उपयोगकर्ता को निर्दिष्ट नाम दे सकते हैं एक बार जब आप dpf फ़ाइल बना लेते हैं तो आपको ऑटोडॉक को चलाना होगा तो रन पर क्लिक करें ऑटोडॉक चलाएं आपको ऑटोडॉक निष्पादन योग्य फ़ाइल को निर्दिष्ट करना होगा फिर आपकी डीपीएफ फ़ाइल फिर लॉन्च पर क्लिक करें इसलिए विभिन्न कन्फर्मर्स को उत्पन्न करने में कुछ समय लगेगा और फिर यह एक dlg फाइल बनाएगा dlg फ़ाइल कुछ भी नहीं है लेकिन डॉकिंग लॉग फ़ाइल है तो यह dlg फ़ाइल है तो डॉकिंग का विश्लेषण करने के लिए जाएं आप इस dlg फ़ाइल को ऑटोडॉकिंग सेल ओपन के गोई से खोल सकते हैं

तो यह इमातिनब लिगंड के अलग अलग कन्फ़र्मर्स दे रहा है यह इमातिनब लिगंड का डॉक किया गया कन्फर्मेशन है फिर से मैक्रोमोलेक्यूल का विश्लेषण करने के लिए जाएं खोलें यह आपकी प्रोटीन की रुचि है फिर रिबन में बदलें अनुरूपताओं का विश्लेषण करने और प्ले के लिए जाएं तो इसमें dlg फ़ाइल में आप क्लस्टरिंग हिस्टोग्राम का उपयोग करके अलग अलग कन्फर्मेशन देख सकते हैं आप यह पहचान सकते हैं कि निर्दिष्ट प्रोटीन के लिए कौन सा कन्फर्म सबसे अच्छा अनुरूप बैंडिंग है संदर्भ स्लाइड समय 2207 तो यह dlg फ़ाइल में सुधार का क्लस्टल विश्लेषण है तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने इस इमातिनब के लिए 30 अलग अलग कन्फर्मेशन उत्पन्न की हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं माइनस 1028 दिए गए इमातिनब लिगंड के लिए सबसे कम बिंडिंग ऊर्जा है जो चार अलग अलग चार अलग अलग कन्फर्मेशन्स बनाती है इसी ऊर्जा बिंडिंग ऊर्जा बिंडिंग सबसे कम बिंडिंगऊर्जा में आ जाएगी तो यह इमातिनब के लिए सबसे अच्छा कन्फर्मेशन्स है तो 11 वीं रन 11 पर जाएं आप देख सकते हैं कि बिंडिंग मुक्त ऊर्जा माइनस 1028 किलो कैलोरी है और जो आपको इन्हिबीशन कांस्टेंट 29 नैनो मोलर और विभिन्न अंतर आणविक ऊर्जा मानकों के साथ साथ निषेध भी दे रही है xyz दिए गए लिगंड के निर्देशांक तो यह है कि dlg फ़ाइल ऐसा दिखता है डॉकिंग के बाद तो क्लस्टरिंग का विश्लेषण करने के लिए जाएं शो क्लस्टर इसलिए जैसा कि मैंने पहले दिखाया था कि आप चार कन्फोर्मशन देख सकते हैं जो माइनस 10 किलो कैलोरी की श्रेणी में आते हैं तो आप इसे चुन सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि चार अलग अलग हैं लिगंड कन्फो स्टाइल को लाइनों में बदलें ताकि आप यहां लिगंडस देख सकें इस विकल्प पर क्लिक करें तो आप इस कन्फोर्मशन को एक PDBQT प्रारूप या किसी अन्य PDB प्रारूप में सेव कर सकते हैं इसलिए मैं यह करने का आदेश देता हूं कि आपको इस बटन पर क्लिक करना है और फिर बिल्ड करंट पर क्लिक करना है और फिर करंट लिखना है तो यह आपका सर्वश्रेष्ठ डॉकेड्पोज है तो आप डॉकेड्पोज 1 पीडीबीक्यूटी प्रारूप dockedpose 1 the PDBQT format के रूप में सेव कर सकते हैं तो आप इस फाइल को प्राइमल में खोल सकते हैं आप प्राइमल का उपयोग करके इंट्रा इंटरेक्शन्स की कल्पना कर सकते हैं तो आप इस विकल्प का उपयोग करके हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखाएगा तो जो लिगंड और प्रोटीन प्रोटीन अणु के बीच निर्दिष्ट है यहां हम देख सकते हैं कि इस पाइरीडीन के साथ मेथिओनिन और लिगंड के बीच हाइड्रोजन इंटरेक्शन है यहाँ हम देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं एक मेथिओनिन के साथ है और दूसरा एस्पार्टिक के साथ है स्वीकार करें तो यह एमाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और यह कार्बोक्सिल समूह हाइड्रोजन बॉन्ड में भी बनता है तो ऑटोडॉक एक्सेल से आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की कल्पना कर सकते हैं या फिर आप प्राइमल खोल सकते हैं और फिर आप हाइड्रोजन बॉन्ड की कल्पना कर सकते हैं तो यहां हमने रिजिड डॉकिंग के साथ समाप्त किया अब यदि आपके पास कई लिगंड हैं तो डॉकिंग कैसे करें उच्च उचित ऑटोडॉक स्क्रीनिंग का उपयोग करके ऑटोडॉक वीना का उपयोग करके इसलिए यह करने के लिए कि आपको ऑटोडॉक वीना को स्थापित करना है आपको इसके लिए फाइलों की आवश्यकता है एक है कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल एक और एक है आपके प्रोटीन फ़ाइल का पीडीबीक्यूटी आपको स्क्रीनिंग उद्देश्य के लिए आवश्यक है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयार किया जाए तो पहले से ही हमने देखा है कि 8 लिगंड हैं आप जिंक डेटाबेस पर जा सकते हैं फिर उन लिगंड के फाइल फॉर्मेट को मोल प्राप्त कर सकते हैं फिर आपको लिगंडस तैयार करने होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ऑटोडॉक पर जाना है तो इनपुट ओपन पर इनपुट ओपन क्लिक करके लिगंड तैयार करें और दिए गए ओपन फॉर्म को दिए गए फाइल फॉर्मेट को विशेष मोल खोलें फिर रूट का पता लगाएं और तोरशंस चुनें और एक PDBQT फ़ाइल स्वरूप में सेव करें

तो इस तरह आपको सभी लिगंड तैयार करने होंगे एक बार आपने अपने प्रोटीन के सभी लिगंड और पीडीबीक्यूटी तैयार कर लिए फिर आपको स्क्रीनिंग करनी है स्क्रीनिंग आपको इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की आवश्यकता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में रिसेप्टर का विवरण होगा जो PDBQT फ़ाइल प्रारूप में PDBQT में एक किनसे है और फिर ग्रिड के xyz इस विवरण को भी आपको निर्दिष्ट करना होगा यह वह ग्रिड है जिसका उपयोग मैंने रिजिड डॉकिंग के लिए किया है तो विशेष रूप से लिगंड के लिए संपूर्ण यह कितने कन्फर्मर उत्पन्न करना चाहिए यदि आप जनरेट करना चाहते हैं अधिक कन्फर्मर तो आप 20 या 30 की तरह देकर संपूर्ण को बढ़ा सकते हैं यहाँ मैं 20 में बदल रहा हूँ और इस कॉन्फिग डॉट txt को सेव करता हूँ बात यह है कि आपको स्क्रीन डॉट बैट फ़ाइल बनानी होगी इसलिए स्क्रीन डॉट बैट फ़ाइल में विभिन्न जिंक आईडी होने की जानकारी होगी इसलिए हमने ऑटोडॉक का उपयोग करके पीडीबीक्यूटी फ़ाइल प्रारूप तैयार किया है फिर आपको जिंक को निर्दिष्ट करना होगा तो यह सभी जिंक आईडी लेगा जो जिंक विस्तार के साथ शुरू होगा तो यह स्क्रिप्ट आपको PDBQT प्रारूप में अलग अलग लिगंड लेने में मदद करता है फिर यह निर्दिष्ट प्रोटीन संरचना के साथ डॉक करेगा और फिर यह अलग अलग कन्फर्मर्स के साथ प्रत्येक लिगंड के लिए एक अलग फ़ोल्डर्स बनाएगा तो इसी तरह यह आईडी के विस्तार के साथ जिंक की तरह पैदा करेगा इसलिए स्क्रीन स्क्रीन डॉट बैट बनाने के बाद इस पर जाएं इस निर्दिष्ट फ़ाइल को कमांड प्रॉम्प्ट पर मिला तो इस वर्किंग डायरेक्टरी में आपके प्रोटीन के PDBQT का विस्तार होना चाहिए विभिन्न लिगंड का PDBQT जो भी आप इस स्क्रीनिंग और कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल और स्क्रीन डॉट बैट फ़ाइल को करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन डॉट बैट फाइल को चलाना होगा तो बस स्क्रीन डॉट बैट टाइप करें और एंटर करें एक बार जब आप प्रवेश करेंगे तो प्रोग्राम चलेगा और यह देगा कि यह आईडी के साथ जिंक के साथ शुरू होने वाले विभिन्न फ़ोल्डर्स का उत्पादन करेगा तो आप इसे किसी भी एक आईडी को खोल सकते हैं फिर आप यहां डॉट पीडीबीक्यूटी देख सकते हैं जिसमें विशेष लिगंड की रचना होगी तो आप ऑटोडॉक खोल सकते हैं फिर डॉकिंग ओपन ऑटोडॉक वीना परिणाम का विश्लेषण करें पर क्लिक करें तो यह कई कन्फर्मेशन्स है तो कई कन्फर्मेशन के साथ एकल अणु देते हैं

तो वहाँ 9 डॉक्ड कन्फर्मेशन हैं तो आप प्राइमल का उपयोग करके इंटरेक्शन्स का विश्लेषण कर सकते हैं या फिर हाँ तो यह लिगंड की संरचना है इसलिए हम यहां ऊर्जा के साथ देख सकते हैं तो पहले डॉक किए गए कंफर्मर में माइनस 91 होगा दूसरा पोज़ माइनस 89 तीसरे में आप माइनस 88 माइनस 84 देख सकते हैं इसलिए यदि आप इंटरेक्शन्स प्रदर्शित करना चाहते हैं तो मैक्रोमोलेक्यूल डॉकिंग शो इंटरेक्शन्स का विश्लेषण करने के लिए जाएं तो यह इस विशेष लिगंड के पैकेट बाइंडिंग पैकेट को दर्शाता है तो ये अलग अलग अवशेष हैं जो विशेष लिगंड के आसपास के क्षेत्र में है तो आप इस इंटरैक्शन विंडो पर क्लिक करके इसका उपयोग करके इंटरेक्शन्स का विश्लेषण कर सकते हैं तो अलग लिगंड से आपको यह चुनना होगा कि कौन सा लिगंड ए बी ल काइनेज के साथ प्रभावी ढंग से स्क्रीनिंग एक्सेल का उपयोग करता है तो ये विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन हैं जो इस लिगंड से दिए जाएंगे जो इस लिगंड से दिए जाएंगे